आज मैं आपके लिए फ्रेनेल ज़ोन प्लेट या ऑरबिटल ज़ोन प्लेट के प्रयोग का प्रदर्शन करूँगा ये जो आप देख रहे हैं ये ज़ोन प्लेट है आपको यह एक काला स्पॉट की तरह दिखता है मगर ध्यान से देखें तो देख सकते हैं की यहाँ चारों ओर काले के साथ एकांतर वलयकार पारदर्शी भाग भी है आप देखिए की ये केंद्र पूर्णतः काले रंग का है उसके बाद ये पारदर्शी दिखने वाला क्षेत्र सकेंद्री वृत्तों में विभाजित है इन वृत्तो के क्षेत्रफल ही ज़ोन या फ्रेनेल का अर्धकालिक ज़ोन कहलाते है यहाँ बहुत से सकेन्द्रि वृत्त हैं जिन्हे फ्रेनेल का अर्धकालिक ज़ोन कहा जाता है यहाँ हम यदि ध्यान दें तो पायेंगे कि परस्पर एकांतर ज़ोन पारदर्शी एवं अपारदर्शी बनाए गए हैं अब हम इस ज़ोन प्लेट को प्रयोग में लाएँगे ये ज़ोन प्लेट असल में कॉन्वैक्स उत्तललेंस की भाँति काम करता है उत्तल लेंस की एक नियत फोकल लेग्थ फोकल दूरी होती है जबकि ज़ोन प्लेट के लिए एक से अधिक फोकल दुरी होगी ज़ोन प्लेट के इन फोकल दूरियों का मान क्या होगा ये भी आप मापना चाहेंगे तो पहले ये जाने की इन संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या कितनी है तो हम इस प्रयोग में फ्रेनेल ज़ोन प्लेट के इन वृत्तो की त्रिज्या मापेंगे कम्प्युटर की सहायता से हम ऐसे संकेन्द्री वृत्त वाले फ्रेनेल ज़ोन प्लेट आसानी से बना सकते है जिनमे परस्पर एकांतर वृत्त काले अपारदशी और पारदर्शी हों ऐसे वृत्तों की त्रिज्या असल में m के वर्गमूल के बराबर होगी जहाँ m वृत्त की संख्या है मैं इनकी चर्चा करूँगा यदि हम इस तरह के सकेंद्री काले और सफ़ेद वृत खिन्च लेते हैं और उनकी प्रिन्ट लें इस तरह के पारदर्शी शीट में प्रिन्ट लें तो ये इस एक टुकड़े को अलग कर हम इस प्रयोग को कर सकते हैं तो यह ज़ोन प्लेट बनाना काफी आसान है और इसे हम अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करेंगे असल में हमे तो इसके सिद्धांत को इस प्रयोग द्वारा समझना है जैसा मैने कहा था यहाँ ये ज़ोन प्लेट एक कॉन्वैक्स लैन्स की भाँति व्यवहार करेगा मगर यह बहुफोकल उत्तल लेंस होता है ये जो सूत्र यहाँ है मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा ये है 1 बटे a धन 1 बटे b और ये Sm का वर्ग Sm फ्रेनेल ज़ोन प्लेट के m वे ज़ोन का व्यास है और लांबड़ा प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैध्र्य है और ये a और b क्या है a प्रकाश स्रोत से ज़ोन प्लेट की दूरी और b ज़ोन प्लेट और पर्दे की दूरी चूंकि ये दूरियाँ हैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आप देख सकते हैं ये ठीक u और v जैसे है यदि हम इसे लिखे 1 बटे u धन 1 बटे v बराबर इ बटे f 1 बटे f को m लांबड़ा बटे Sm वर्ग के बराबर कह सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं की जो फोकस दूरी f है वो किसी प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैढ्र्य के लिए है लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी लांबड़ा पर निर्भर नहीं करती अपितु नियत रहती है जबकि यहाँ हम फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं और आप इसकी संरचना भी आसनी से कर सकते हैं जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करें S m और लांबड़ा का मान से फोकस दूरी को भी परिवर्तित किया जा सकता है हम जानते हैं इन ज़ोन की त्रिज्या और इनकी संख्या m में परस्पर संबंध है और यह त्रिज्या m के वर्गमूल के बराबर होता है जहाँ m का मान 12345 ज़ोन संख्या है तो S 2 बराबर 2 का वार्गमूल अर्थात 1414 उसी प्रकार S3 होगा 3 का वर्गमूल अर्थात 1732 इस तरह से हम अर्धकालिक ज़ोन प्लेट में वलयकार गोलों की त्रिज्या की गणना कर सकते है और सामान्यतः इस सूत्र के इस्तेमाल से कम्प्युटर के द्वारा हम इस तरह के ज़ोन की संरचना करते हैं कम्प्युटर पर ही एकांतर पारदर्शी एवं अपारदर्शी वलयों को बना कर किसी पारदर्शी शीट में प्रिन्ट लेकर हम उसे ज़ोन प्लेट की तरह उपयोग कर सकते हैं प्रायोगिक विधि से भी हम इन ज़ोन प्लेट के फोकस दूरी का पता लगा सकते हैं और सैद्धांतिक विधि से उनकी क्रम संख्या से भी निकाल सकते हैं हम प्रायोगिक विधि से कैसे यह करते हैं इसका प्रदर्शन करेंगे लेकिन प्रदर्शन के पहले ये सूत्र कैसे आया ये थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आप जानते हैं ये ज़ोन प्लेट उत्तल लेंस की भाँति कार्य करता है जबकि यह एक विवर्तन की घटना है क्योकि यहाँ जो हो रहा है वो प्रकाश के विवर्तन के कारण है आप जानते हैं 2 तरह के विवर्तन होते हैं एक फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा फ़्रौन्होफर विवर्तन इनके बीच फर्क सिर्फ स्रोत या स्क्रीन की वस्तु ग्रेटिंग से दूरी की वजह से है फ्रेनेल विवर्तन में वस्तु से स्रोत और पर्दा दोनों या कोई एक की दूरी मापने योग्य होती है मगर यदि ये दोनों ही अनंत दूरी पर हो तो फ़्रौन्होफर विवर्तन होगा अर्थात इनमें से एक भी परिमित दूरी पर है तो यह फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा जब प्रकाश स्रोत या स्क्रीन या दोनों ही विवर्तन छिद्र से परिमित दूरी पर हों और हमे विवर्तन प्राप्त हो वो फ्रेनेल विवर्तन है जो हम ज़ोन प्लेट से विवर्तन प्रदर्शित करेंगे वो फ्रेनेल विवर्तन ही होगा यहाँ हाइगन के सिद्धांत के अनुसार हर प्रकाश स्रोत से निकालने वाले तरंगाग्र का एक तरंगदैढ्र्य होता है और यदि इसे मै प्राथमिक तरंग या प्राथमिक तरंगदैढ्र्य कहें और ये एक छिद्र या अपरचर है जिसका तरंगदैढ्र्य की अपेक्षा काफी छोटा है तब ही आपको विवर्तन की प्रक्रिया या उसका प्रभाव प्रत्यक्ष होगा यदि ये छिद्र या अपरचर तरंगदैढ्र्य की अपेक्षा काफी बड़ा है आपको विवर्तन नहीं मिलेगा अब ये एक अपरचर या कोई छोटे आकार की बाधा हो सकती है तरंगाग्र जब इन पर आपतित होंगें प्रत्येक बिन्दु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगी उन्हें हम तरंगिकाये कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएँ कहेंगे विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं के आपस में अध्यारोपण से उनमें व्यतिकरण होगा तो वास्तविकता में ये कहें की द्वितीयक तरंगिकाओं का व्यतिकरण या विवर्तन दोनों एक ही है यहाँ यह एक सूक्ष्म छिद्र है और वहाँ से यह स्क्रीन पर आपतित होगी जिसमे यह एक सूक्ष्म अपरचर है ये तरंगाग्र का nm भाग इससे पास हो पाएगा फिर द्वितीयक तरंगिकाओं सभी दिशा में संचारित होती हैं जहाँ ये आपस में व्यतिकरण करेगी और आपको पर्दे पर विवर्तन पैटर्न दिखेगा ये तरंगे सभी दिशाओं में जा सकती हैं ये पीछे भी प्रसारित हो सकती हैं लेकिन प्रायोगिक तौर पर कोई भी तरंग पीछे की और जाने वाली स्रोत की तरह नहीं पाया गया अतः इस सिद्धांत अनुसार तरंगाग्र सिर्फ आगे बढ़ते हैं अतः यहाँ तिर्यकता गुणांक को भी स्थान दिया गया है तो K थीटा यहाँ तिर्यकता गुणांक है जो बराबर है हाफ वन प्लस Cos थीटा के तो अभिप्राय यह है कि ये अग्रसरित है अतः थीटा यहाँ शून्य होगा और Cos थीटा 0 बराबर 1 तो ये गुणांक होगा हाफ 1 प्लस 1 तो हुआ 1 ठीक है अब यदि थीटा का मान 180डिग्री हो तो Cos थीटा होगा 1 तो ये तिर्यक गुणांक हुआ हाफ 1 बराबर 0 तो इस तरह तिर्यक गुणांक का मान तरंगाग्र को पीछे कि दिशा में जाने से प्रतिबंधित करता है या यों कहें कि प्रायोगिक तथ्य की तरंग विपरीत दिशा में जाने वाली कोई स्रोत उत्पन्न नहीं करती को स्थापित करता है तो ये है तिर्यक गुणांक गोलाकार छिद्रक से समान्यतः होने वाला विवर्तन फ्रेनेल टाइप का विवर्तन है देखिए ये एक वृत्तीय द्वारक है और इस पर प्रकाश यहाँ से आ रही है ये प्रकाश आपस समानांतर हो सकती है समतल तरंगाग्र स्रोत से या किसी अनंत दूरी पर स्थित स्रोत से तो आपको स्क्रीन पर इस तरह सकेंद्री वृत्त जैसे विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा यदि ये यहाँ छिद्र्क है तो आपको दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त वृत्तीय पैटर्न मिलेगा तो यहाँ केंद्र से दूरी के आधार पर ये ये वृत्त दीप्त होंगे या अदीप्त और हाँ इसी तरह का विवर्तन पैटर्न आपको दिखेगा यदि ये वृत्तीय द्वारक नहीं अपितु वृत्तीय बाधक है जैसे कोई वृत्ताकार डिस्क या चकती मगर प्रकाश अब इसके बाजू से जाएगी यदि ये बहुत ही छोटा सूक्ष्म डिस्क है तो आपको स्क्रीन पर फिर से इस तरह का विवर्तन पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पर आपको दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त पैटर्न दिखेगा और आपको आश्चर्य होगा कि इसका केंद्र सदैव दीप्त होगा हमेशा दीप्त जबकि ये बाधक अपारदर्शी डिस्क है प्रकाश इससे हो कर नहीं जा पा रही अर्थात केंद्र की ओर प्रकाश नहीं आ रही ये बाधित है मगर फिर भी आपको विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय वृत्त दीप्त मिलते हैं हमेशा ये सिर्फ विवर्तन की वजह से है फ्रेनेल विवर्तन ज़ोन प्लेट इसी तरह का है जिसमे पारदर्शी क्षेत्र को कई क्षेत्रों में बांटा गया है तरंगाग्र यहाँ से पास होंगे इस वृत्तीय द्वारक से तो वृत्तीय छिद्रक पर आपतित तरंगाग्र से मिलने वाले इस विवर्तन पैटर्न को समझने के लिए हम फ्रेनेल के अर्धकालिक ज़ोन के सिद्धांत की सहायता लेते हैं इस सिद्धांत को फ्रेनेल ने प्रतिपादित किया था अब मैं इस प्राप्त विवर्तन पैटर्न को फ्रेनेल के अर्धकालिक ज़ोन की सहायता से कैसे समझाया जा सकता है इसी की चर्चा करूँगा फ्रेनेल के अर्धकालिक ज़ोन देखिए इस तरंगाग्र को लीजिए और स्क्रीन पर इस बिन्दु को इस तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिकायें सभी दिशाओं में जाएगी अब यदि मैं इस बिन्दु P की बात करूँ यहाँ तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओ से द्वितीयक तरंगिकायें यहाँ पहुंचेंगी अर्थात बिन्दु P पर पहुचने वाली प्रकाश तरंगों ने भिन्न भिन्न दूरियाँ तय की होंगी हाँ तो जैसा मैंने कहा था इनके बीच व्यतिकरण से आपको ये पैटर्न मिलेगा इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से इस बिन्दु P पर परिणामी तीव्रता या आयाम प्राप्त होगी आप जानते हैं की विपरीत कला में अध्यारोपित होने वाली दो प्रकाश तंरगे एक दूसरे के आयाम को काट कर परिणामी विस्थापन शून्य कर देती हैं और आपको परिणामी तीव्रता शून्य मिलती है और यहाँ कोई प्रकाश नहीं होता है यदि तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है मगर यदि ये विपरीत कला में होते है एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं यदि हम जान लें की अध्यारोपन के समय ये किस कला में है या इनके कलाओं के बीच क्या संबंध है तो हम किसी भी बिन्दु पर परिणामी तीव्रता या आयाम की गणना कर सकते हैं फ्रेनेल ने इसे ही करने का बहुत सुंदर तरीका सुझाया है उन्होने क्या किया देखिए यदि तरंगाग्र इस बिन्दु छिद्रक के मध्य से इस वृत्तीय छिद्रक के मध्य से गुजरती है तो यह b दूरी तय करेगी तो माना कि प्रकाश इस केंद्र से इस बिन्दु पर पहुचने में b दूरी तय करेगी अब यदि आप इस सेंटर इस बिन्दु से P पर पहुचती है तो तय कि गई दूरी होगी bλ2 फिर आप कह सकते हैं इस बिन्दु पर पहुचने वाली प्रकाश तरंगों के बीच मार्गन्तर होगा λ2 अर्थात कलांतर π होगा और वे विपरीत फ़ेस में होंगे इस तरह यदि बिन्दु P से इन वृत्तों की क्रमागत विभिन्न दूरियाँ b bλ2 b2λ2 b3λ2 तो इनके बीच दूरी λ2 होगी अब हमें ऐसे सकेंद्री वृत्त खीचने हैं जिनकी स्क्रीन पर यदि बिन्दु P से इन वृत्तों के परिधि bbλ2 b2λ2 दूरी हो और ऐसे ही आगे के वृत्तों के भी तब हम ये कह सकते हैं की एकांतर ज़ोनो से आने वाली प्रकाश आपस में समान कला में होंगी इन्हें ही ज़ोन कहते हैं और चूंकि क्रमागत ज़ोनो से पहुचने वाली तरंगों के बीच λ2 का मार्गन्तर या π का कलांतर होगा अतः इन्हें अर्धकालिक ज़ोन भी कहते हैं अब यदि इसे आप केंद्र से लें तो ये गोलीय तरंगाग्र होंगे ये समतल तरंगाग्र भी हो सकते हैं लेकिन छिद्रक के केंद्र O से इन सकेंद्री वृत्तों की माना की त्रिज्या होगी S1 S2 S3 और उनकी बिन्दु P से क्रमशः दूरी होंगी b bλ2 इत्यादि अब यदि ये स्रोत है और यहाँ ये वृत्तीय छिद्रक और ये स्क्रीन प्रकाश तरंगाग्र इस छिद्रक से गुजरेगी अब इस तरंगाग्र को ये माने की यह सकेंद्री वृत्तों में विभाजित है और ये इस तरह से बने हैं कि दो क्रमागत वृत्तों से P पर आने वाली प्रकाश के बीच मार्गअन्तर λ2 और कलांतर π होगा अब हम क्या करेंगे अब मुझे इन फ्रेनेल ज़ोन प्लेट के प्रत्येक ज़ोन का क्षेत्रफल निकालना है ये प्रकाश स्रोत है ये स्क्रीन है और ये वृत्तीय छिद्रक है अर्थात तरंगाग्र वृत्तीय आकार के तरंगाग्र अब यहाँ स्रोत एक परिमित दूरी पर है तो जाहिर सी बात है कि हमें गोलीय तरांगाग्र प्राप्त होंगे अब इस तरंगाग्र में यदि ये दूरी a है तो ये भी a होगा और वो समान कला में भी होंगे मगर आप यदि Q से एक लंब खीचे इस HP रेखा पर ये Q HP पर होगा यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश यहाँ पहुचता है ठीक उसी वक्त यहाँ भी पाहुचेगा अर्थात जीतने देर में इस दिशा में b दूरी तय करेगा उतनी ही देर में यहाँ से भी b दूरी तय करेगा तो इस स्क्रीन तक पहुचने में कुल b दूरी तय करेगा यहाँ हमने वृत्त खीचे हैं क्यूकी तरंगाग्र परिमित दूरी के स्रोत से आ रहे है यदि ये अनंत दूरी से आते हम इन्हे समतल तरंग कहते अब प्रकाश इस मार्ग से गुजर रहा हो तो तय कि गयी दूरी हुई a b प्रकाश इस मार्ग से जाती है तो यह a और ये लाल वृत्त यहाँ देखिए ये है b ab और ये अतिरिक्त मार्ग QR स्क्रीन पर पहुचने वाले प्रकाश का मार्गअन्तर होगा पथांतर या मार्गान्तर इन दो किरणों के बीच होगा तो यह हुआ QR इस QR की गणना हमे करनी है यहाँ मैने आपको दिखाया है ये एक त्रिभुज है मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा आप कुछ मानक सूत्रों की सहायता से इसे आसानी से समझ सकते है यहाँ O से इस केंद्र से OR और OQ ये बराबर होंगे QR के और ये कुछ नहीं बल्कि मार्गान्तर है डेल्टा तो डेल्टा बराबर OQ OR और इस त्रिभुज से आप OQ निकाल सकते है जो बराबर होगा S के वर्ग बटे 2a के और OR होगा S वर्ग बटे 2b के तो आपको यहाँ से मिला डेल बराबर ab2abS2 अब ये एस क्या है S आप देख सकते हैं ये है तरंगाग्र में उस वृत या सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या जो O को केंद्र मान कर खिचा गया है अच्छा और स्रोत का वृत्त के केंद्र से दूरी है a और स्क्रीन की दूरी है b तो जो भी मार्गअन्तर आपको मिलता है वो स्रोत और स्क्रीन से दूरी और इन सकेंद्री वृत्तो की त्रिज्या पर निर्भर करेगा फ्रेनेल के अर्धकालिक ज़ोन या कहें mth फ्रेनेल ज़ोन की त्रिज्या Sm और मार्गअन्तर होगा अब यदि ये यहाँ m𝞴2 तो मार्गान्तर कितना होगा जब m का मान 1 हो तो ये दोनों किरणें विपरीत कला में होंगी अर्थात का कलांतर π होगा और आपको अदीप्त स्थिति मिलेगी और जब m का मान 2 होगा ये 2𝞴2 बराबर 𝞴 होगा तो आपको दीप्त की स्थिति मिलेगी और इसी तरह क्रमागत वृत्त से आने वाली किरणों के लिए अदीप्त और दीप्त मिलता रहेगा ये आपको वृत्ताकार क्षेत्र में ही मिलेगा क्योंकि आपका वस्तु वृत्ताकार है जो भी हमे स्क्रीन पर प्राप्त होता है चाहे वो विवर्तन हो परावर्तन हो अपवर्तन हो या व्यतिकरण हो हमे वस्तु का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक वृत्ताकार छिद्र है अतः स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वह विवर्तन के कारण होगा विवर्तन की प्रक्रिया में हमें सकेंद्री वृत्त दिखेगा यहाँ हमें प्रथम ऑर्डर द्वितीय ऑर्डर तृतीय ऑर्डर चतुर्थ ऑर्डर के एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त वृत्त मिलेंगे जैसा मैने कहा था और दिखाया था आप इस तरह का विवरतन पैटर्न स्क्रीन पर देखेंगे तो हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया इन सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या भी मुझे लगता है इससे मैं कुछ गणना कर सकता हूँ तो यह रहा मेरे पास विभिन्न ऑर्डर के वृत्त और उनकी त्रिज्या आप देख सकते है यहाँ ये Sm2 बराबर m𝞴2 बटे ये भाग यदि आप त्रिज्या जानते हैं तो क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं देखिए प्रत्येक ज़ोन का क्षेत्रफल हर ज़ोन का क्षेत्रफल को आप लिख सकते है πr2 यो यहाँ ये होगा πSm2 Sm 12 mवे और वे सकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल का अन्तर ये दो क्रमागत क्षेत्रफलों के अन्तर हैं दो क्रमागत वृत्तों के क्षेत्रफलों का अन्तर तो आप यह गणना कर सकते हैं और ये होगा mth ज़ोन का क्षेत्रफल बराबर a a bπb𝞴 इसमे मजेदार तथ्य यह है की यह क्षेत्रफल m पर निर्भर नहीं ये एक स्वतंत्र राशि होगी अर्थात आप कह सकते हैं प्रत्येक ज़ोन का क्षेत्रफल प्रथम ऑर्डर पहला ज़ोन दूसरा ज़ोन तीसरा ज़ोन या कोई भी mth क्षेत्रफल सभी समान होंगे और m पर निर्भर नहीं करेंगे तो फ्रेनेल ज़ोन के बारे में हमने यह जाना की सभी ज़ोन का क्षेत्रफल समान होगा और प्रकाश प्रत्येक ज़ोन से स्क्रीन के इस बिन्दु P पर आएगी और एकांतर ज़ोन से आने वाली किरणे समान कला में होंगी और दीप्त प्रतिबिंब बनाएगी जबकि क्रमागत ज़ोन से आने वाली किरण विपरीत कला में होंगी और अदीप्त होंगी अब यदि हम एकांतर ज़ोन जैसे 1357 विषम जोनो को ब्लॉक कर दें और सम ज़ोनों को पारदर्शी रखेँ तो यदि वृत्तीय छिद्रक की बजाय इस पारदर्शी शीट में बने एकांतर क्रम में बने पारदर्शी अपारदर्शी सकेन्द्री वृत्त का इस्तेमाल करें प्रकाश इस ज़ोन प्लेट से होकर स्क्रीन तक पहुँचेगी तब हमें क्या दिखेगा क्या प्रभाव मिलेगा इसी का हम अध्ययन करेंगे चलिये देखते हैं क्या होगा जब हम इस तरह का ज़ोन प्लेट या फ्रेनेल ज़ोन प्लेट का प्रयोग करेंगे स्क्रीन के बिन्दु P पर परिणामी आयाम क्या होगा बिन्दु P पर आयाम पूरे तरंगाग्र के कारण होगा प्रत्येक क्षेत्र से आयाम समान होगा क्योकि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है हाँ लेकिन तिर्यक गुणांक के कारण इस बिन्दु पर आयाम एक से नहीं होंगे इसलिए इस बिन्दु ज़ोन प्लेट के कारण पर परिणामी आयाम होगा P पर पहले ज़ोन के कारण आयाम है A1 दूसरे ज़ोन से A2 A3 A4 इत्यादि और जैसा आप जानते हैं ये एकांतर ज़ोन से आने वाली किरणे समान कला में होंगी तो कहें की सम ज़ोन समान कला में जबकि विषम ज़ोन से आने वाली किरण सम ज़ोन से आने वाली किरण के सापेक्ष विपरीत कला में है अतः इन सभी A1 आयामों को जोड़ने से हमें कुल परिणामी आयाम मिल सकेगा अब यदि आप A1 को धनात्मक लेते हैं तो अगला A2 होगा क्योकि वो विपरीत कला मे हैं फिर A3 A4 A5Am तक m सम है या विषम ये हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इसमे समय लगेगा यहाँ आप बता सकते हैं कि यदि m विषम है हम तो परिणामी आयाम के लिए A1 को A12 A12 A2 को A2 फिर A3 को A32 A32 और फिर उनके कोष्ठक में रखें इस तरह A1 तो A1 रहेगा और A3 A2 के बराबर होगा और जब की ये सब एक दूसरे को कैन्सल करेंगे सिर्फ ये ही दो ही पद रह जाएँगे A12 Am2 यदि m विषम हो मगर यदि m सम संख्या हो तो इसी प्रकार A बराबर आपको मिलेगा A12 Am2 ॰ तिर्यक गुणांक के कारण जैसा मैने समझाया था mth ज़ोन बाहर की तरफ है तो इसके लिए थीटा का मान ज्यादा होगा और इस गुणांक का मान KCosθ छोटा होगा Am2 A12 की तुलना में काफी छोटा होगा तो हम उसे नजर अंदाज़ कर सकते हैं और अतः A बराबर होगा A12 के अब यदि इस ज़ोन पर प्रकाश आपतित है तो बिन्दु P पर परिणामी आयाम प्रथम ज़ोन से निकालने वाले प्रकाश के आयाम का आधा होगा जितनी भी तीव्रता होगी वह प्रथम ज़ोन के कारण ही होगी ये तीव्रता आयाम A12 के वर्ग के बराबर अर्थात A124 होगी अब यदि मैं एकांतर ज़ोन को अवरोधित या अपारदर्शी कर दूँ तो हमे क्या मिलेगा जाहिर सी बात है अब परिणामी आयाम A बराबर होगा A1 A3 A5A7 इत्यादि सभी पदों का जोड़ अर्थात mA2 जबकि जब सभी ज़ोन पार्दशी हों आपको मिलता है A12 जबकि जब एकांतर ज़ोन को अवरोधित या अपारदर्शी कर दें तो ये सभी एकान्तर ज़ोन के आयामों के का योग है जबकि जब सभी ज़ोन पारदर्शी हों ये सिर्फ A1 के आधे के बराबर होगा जरा कल्पना कीजिये यदि m का मान 1000 या 100 हो और तीव्रता इसके वर्ग के बराबर 10000 या जो भी हो ये 10000 गुना ज्यादा होगी उस स्थिति के जब ज़ोन पूरी तरह से पारदर्शी हो अब आप समझ सकते हैं कैसे ज़ोन प्लेट की सहायता से प्रकाश को बिन्दु P पर फोकस किया जा सकता है अतः उत्तल लेंस की भाँति हम प्रकाश किसी बिन्दु पर को फोकसीत करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं आप इससे कागज को जला भी सकते हैं ये है इस ज़ोन प्लेट की विशेषता मेरे ख्याल से अब मेरे पास बताने के लिए कुछ और नहीं हम अब प्रयोग करेंगे प्रयोग करने से पहले जरा मै जल्दी से ये की इसके लिए हम कौन सा कार्यकारी सूत्र लेंगे हमने देखा था कि ज़ोन के क्षेत्रफल लगभग समान हैं क्षेत्रफल Sm कैपिटल S हमने क्षेत्रफल के लिए लिया और छोटा s को हमने वृत्त कि त्रिज्या sm माना और ये क्षेत्रफल यहा देखिए aabb𝞹𝝺 है जहाँ a ऑब्जेक्ट से दूरी है और b स्क्रीन से दूरी जब सारे ज़ोन पारदशी हैं परिणामी आयाम सिर्फ प्रथम ज़ोन के आयाम का आधा होगा जबकि जब एकांतर ज़ोन पारदर्शी हों तो परिणामी आयाम A1 A3 A 5 या A2 A4 A6 इत्यादि होगा सारी चर्चा से ये ही हमने जाना फिर देखिए इससे हमे क्या मिलता है ab2abSm2 m𝞴2 क्या ये मै आपको फिर से दिखाऊँ जो हमने निगमित किया था मुझे लगता है ये यहाँ है इसे ही हम प्रयोग में इस्तेमाल करेंगे तो ये रहा ये सूत्र देखे समय 4946 और जहाँ sm mवे फ्रेनेल ज़ोन की त्रिज्या है अच्छा और ये है m वे ज़ोन और प्रथम ज़ोन से आने वाली प्रकाश के बीच पाथांतर दिये गए a b और 𝝺 के मानों के लिए ये सूत्र है अर्थात यदि आप स्रोत और स्क्रीन को दिये गए प्रकाश के लिए छिद्रक से नियत दूरी पर रखते हैं तब ज़ोन की त्रिज्या sm जरूर m के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगी या कहें sm2 बराबर m चूंकि ab 𝝺 नियत है अर्थात ज़ोन की त्रिज्या sm m के वर्गमूल के बराबर है तो अब ये आपके हाथ में है की m त्रिज्या की सकेंद्री वृत्त कैसे बनाए मेने दिखाया था की सिर सम या सिर्फ विषम ज़ोन को काला या अवरोधित कर कैसे इसे लेंस की भाँति काम में ले सकते हैं चूंकि 1a 1b m𝞴 sm2 और ये बराबर है 1f के चूंकि ये स्रोत और स्क्रीन की दूरियाँ हैं ये सूत्र ठीक वैसा ही जैसे स्रोत की दूरी u स्क्रीन की दूरी v यदि रख दें तो ये 1f के बराबर हो जाता है जो की ठीक उत्तल लेंस के सूत्र जैसा है विशेष बात ये है की 1u 1v बराबर 1f है जहाँ fm𝞴sm2 तो यहाँ आप देख सकते है ये किसी दिये गए तरंग्दैध्र्य के लिए फोकस दूरी ऑर्डर m पर निर्भर करेगी अर्थात m के अलग मानों के लिए आप को अलग अलग फोकस दूरी मिलेगी ये एक से नहीं होंगे इसका एक ही फोकस दूरी नहीं होगा अपितु दिये गए ज़ोन प्लेट के लिए m फोकस दूरियाँ होंगी अतः इसे बहुल फोकस उत्तल लेंस कहते हैं अब आपके बास ये सूत्र है आप क्या करना चाहते हैं यहाँ से आप देखें मैं फोकस f ज्ञात कर सकता हूँ फोकस दूरी के लिए प्रयोग में इस संबंध का इस्तेमाल करेंगे की यदि a स्रोत की दूरी है यदि हम मान लें की ज़ोन प्लेट पर पड़ने वाली किरणें सामानांतर है तो स्रोत अनंत दूरी पर होगा और 1a का मान शून्य हो जाएगा तो हम इस प्रयोग को इस तरह डिज़ाइन करेंगे की 1a शून्य हो जाए अब 1b में b स्क्रीन की दूरी है जो अब 1f के बराबर हो जाएगी अर्थात प्रायोगिक तौर पर f b हो जाएगा और b ज़ोन प्लेट से प्रतिबींब की दूरी तो हम माप सकते हैं ठीक है अतः यदि स्रोत अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की ज़ोन प्लेट से दूरी ही फोकस दूरी होगी मगर जैसा मैने कहा था ये बहुल फोकस उत्तल लेंस है तो m 1 के लिए हमे f1 या b1 m2 के लिए f2 इस तरह भिन्न ऑर्डर के लिए f के भिन्न मान प्राप्त होंगे तो हमें क्या करना होगा हमें उन स्थितियों की दूरियों को मापना होगा जिन पर प्रकाश फोकसीत हो रही हो यदि इन्हे आप माप पाये तो ये विभिन्न मान f1 f2 f3 m 123के संगत मानों के लिए होगा प्रयोग से हम b के मान या कहें bm या fm के विभिन्न माप भिन्न m के लिए माप कर 1m और f के सापेक्ष आरेख खीचेंगे ये एक सीधी रेखा होगी इस सीधी रेखा का स्लोप या ढाल निकाल लेंगे ये स्लोप ही 𝞴sm2 के बराबर होगा तो इस तरह आप सभी डाटा को अंकन कर आरेख खीच कर ढाल की गणना कर sm का मान प्राप्त कर लेंगे sm से s1 s2 s3 इत्यादि भी मिल जाएगा अर्थात त्रिज्या का प्रायोगिक मान प्राप्त कर लेंगे और फिर आप इसके तुलना कर सकते हैं की क्या ये sm m के वर्गमूल के बराबर हैं तो सैद्धांतिक मान को प्रायोगिक मान से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते है की ये सूत्र कितना सटीक है अब इसे ही हम प्रयोग से प्रदर्शित करेंगे लेकिन मुझे लगता है इसकी चर्चा हमें अगली कक्षा में करनी होगी और मै अगली बार इसे करके दिखाऊगा धन्यवाद